डिज़ाइन थिंकिंग के इस चरण में आपका स्वागत है यह परीक्षण चरण है इससे पहले कि हम परीक्षण चरण को शुरू करें मैं चाहूँगा कि हमने अब तक जो कुछ भी कवर किया है मैं उसे आपको याद दिला दूँ तो जैसा कि हम पहले चरण में देख चुके हैं डिजाइन थिंकिंग के इस पाठ्यक्रम में कुल चार चरण हैं पहला चरण लोग है मानव केंद्रित डिजाइन डिजाइन थिंकिंग का एक वैकल्पिक नाम है लोग आम जन जीवन मे ऐसी बहुत सी दिक्कतों का सामना करते हैं जहां आप उन्हें मदद कर सकते हैं जहां आप यह पता लगा सकते हैं कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है और आप कौन हैं और आप कैसे और क्या मदद करना चाहते हैं तो आप वास्तव में यह कैसे पता लगा सकते हैं कि लोग किन चीजों से गुज़र रहे हैं यह एक विधि है जिसे सहानुभूति कहा जाता है सहानुभूति के द्वारा आप उनके जैसे सोच पाते हैं आप जान पाते है कि वास्तव में उन्हें क्या परेशान कर रहा है और आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं यह आप साक्षात्कार के माध्यम से कर सकते हैं अवलोकन के माध्यम से कर सकते हैं अवलोकन एक बहुत बेहतर तरीका है जब आप उन लोगों को जान लेते हैं कि वो किन चीज़ों से गुज़र रहे हैं तो आपको उनकी बातों को अंतिम रूप में नहीं लेना चाहिए और यहीं से आप शुरूआत करते हैं आपको एक डिजाइन थिंकर के रूप में अपना दिमाग इस्तेमाल करके पता लगाने की जरूरत है कि आखिर चल क्या रहा है तो हमारा अगला चरण विश्लेषण है जहां हम यह पता लगाते हैं कि समस्या क्या है लोग वास्तव में किन दिक्कतों से गुज़र रहे हैं क्या आप वास्तव में यह पता लगा सकते हैं कि जो कुछ भी लोगों को अनुभव हो रहा है उसकी वजह क्या है इसके लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं जिनमे से एक है मल्टी व्हयस दृष्टिकोण और दूसरा है हितों का टकराव आमतौर पर समस्या व्यक्ति के हित आपके उपयोगकर्ता या आपके ग्राहक और किसी और वस्तु या वजह के बीच संघर्ष के कारण उत्पन्न होती है यह वजह एक दूसरा इंसान हो सकता है इंसान का समूह हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकती है यह आपकी रुचि लेने लयाक एक नया क्षेत्र है अब आप इस पर गौर करे और देखें कि हम वास्तव में इसे कैसे हल कर सकते हैं जो हमें यहाँ से तीसरे चरण तक ले जाएगा जो कि होगा हमारा समाधान हम इसे संघर्ष को हल करने के माध्यम से करते हैं जिनकी पहचान हमने पहले चरण मे की थी इस प्रक्रिया मे हमको बहुत सारे विचारों आएँगे लेकिन साथ ही साथ हम हमेशा पीछे जा कर फिर से जाँच करते रहेंगे कि क्या हम उस समस्या को वाकई मे हल कर रहे हैं जिसे हमने हल करने के लिए शुरू किया था तो इसीलिए हमने इससे शुरुआत की है ओके अब अगर आपको बहुत सारे विचारों आते हैं साथ ही आपकी टीम भी जितनी अधिक विविध दृष्टिकोण लिए होगी तो आपके विचारों समाधानों अवधारणाओं की समृद्धि भी उतनी ही बेहतर होती जाएगी और त्वरित टिप यह है की हमे सब कुछ लिख लिख कर आगे बढ़ना चाहिए जिससे इसके बाहरी स्वरूप को भी देखा जा सके तथा अन्य लोग भी आपके विचार या अवधारणा को देख सकें और इसमें योगदान कर सकें जब हम समाधान चरण को पार कर लेंगे तब इसके परीक्षण का समय आएगा इस चरण में आप एक अवधारणा को विकसित करते हैं और अब हम यही देखने जा रहे हैं तो अब हम जिस चरण मे हैं उसे टेस्ट स्टेज कहा जाता है मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहूँगा आप स्क्रीन पर जिन्हे देख रहे हैं वह कैप्टन बेल्चर है पहले वह एक कप्तान थे और बाद में रॉयल ब्रिटिश नौसेना मे एडमिरल बन गए वह एक हाइड्रोग्रेफ़ थे मूलतः वह आदमी जो समुद्र के रास्ते के नक्शे बनाता है यही उनकी प्राथमिक नौकरी थी कैप्टन बेल्चर को समरंग नामक एक जहाज की कमान दी गई यह इंडोनेशिया में एक जवानीज़ शहर भी है मैं अब आपको एक मिनट का समय दूंगा यह अनुमान लगाने के लिए कि जिस जहाज को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह कहाँ बना था अगर आप चाहे तो वीडियो को रोक कर गूगल कर सकते हैं और समरंग कहां बना है इसका पता लगा सकते है ठीक है मुझे लगता है की आप में से कुछ ने ढूंढ लिया होगा जवाब है कोचीन भारत यह ब्रिटेन का नहीं था जहां से कैप्टन बेल्चर थे और न कनाडा का जहां उनका जन्म हुआ था ना ही इंडोनेशिया का जहां से यह जहाज लिया गया था जिस कारण से मैं इस कहानी को आपके सामने लाया हूँ वह यह है कि इस जहाज का नाम कैथोडिक प्रोटेक्शन पाने वाले सबसे पहले जहाज के नाम पे दर्ज है यह एक सरल अवधारणा के लिए एक जटिल नाम है उस समय के दौरान सभी जहाज़ों में एक तांबे तो अब समय है कहानी मे हमारे नायक को पेश करने का जो हैं सर हम्फ्री डेवी हम्फ्री डेवी यह प्रयोग कर रहे थे कि तांबे को ज़ंग से कैसे बचाया जाए इसके लिए उनके पास कैथोडिक संरक्षण नामक एक बहुत ही रोचक तकनीक थी इस तकनीक को तब इस नाम से नहीं बुलाया गया था लेकिन वह इसी तकनीक पर प्रयोग कर रहे थे उन्होने क्या किया की एक सस्ता पदार्थ लिया और उसे तांबा लोहा या जस्ता लगने का नुकसान उठाती थी और सस्ते होने के साथ साथ महँगे तांबे की तुलना में उसे बार बार बदलना भी आसान था इसलिए हम्फ्री डेवी एकदम तैयार थे और उन्होने इसी आशय से प्रदर्शन भी किया उन्होंने इस बारे मे कई वैज्ञानिक रिसर्च पत्रों को भी लिखा और अब जहाजो से जुड़े व्यक्ति इस बात से खुश थे की ज़ंग की वजह से जहाजों मे होने वाले नुकसान से उनको राहत मिलेगी और इस वजह से ब्रिटिश नेवी को रॉयल नेवी के नाम से जाना जाने लगा सबकी यह ही पुकार थी की डॉक्टर हम्फ्री डेवी कृपया हमारी मदद करें इस परेशानी से बहुत सारे लोग और बहुत सारे जहाज गुज़र रहे हैं और हम चाहेंगे की आप इसे ठीक करे और हम सब को लगता है जैसे की आपके पास इस समस्या एक समाधान है और फिर हम्फ्री डेवी ने कहा हाँ मैं निश्चित रूप से आपके कुछ जहाज़ों के साथ इसका परीक्षण कर सकता हूं वह जहाज को उत्तरी सागर के बर्फीले पानी में ले गए और कास्ट आइरन रूप से बहुत सस्ता होता है और फिर उन्होने इसे जहाज के पतवार पर जहाज़ो की तली मे तांबे के चादर पर परत के तौर पर इस्तेमाल किया जिसने एक जादू की तरह काम किया यह एक संपूर्ण व्यवस्था थी जिसने वास्तव में बहुत अच्छी तरह से काम किया मुझे लगता है शायद इसलिए हम्फ्री डेवी को सर का खिताब हासिल हुआ हम्फ्री डेवी बहुत गहन प्रयोग करते थे और उनके प्रयोग व्यवहारिक रूप में बहुत सफल भी रहे ठीक है तो अब हम अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर पर वापस आते है समरंग जहाज को पानी के पहले जहाज के रूप में चुना गया था जहां हम्फ्री डेवी ने इस तकनीक को लागू किया कैप्टन बेल्चर इस जहाज के कप्तान थे और उन्होंने इंडोनेशिया के उष्ण जल देता है जो कि जल रूप मे होते हैं सरलता के लिए मान लीजिये कि ये तांबे के कण हैं जो समुद्री जल में प्रवेश कर जाते हैं अब समुद्री जीव जन्तु और पौधे तांबा को पसंद नहीं करते है वह इससे बचते है इसीलिए उन्हें पतवार या जहाज के नीचे यह नहीं मिले वहाँ सिर्फ तांबा था लेकिन अब वहाँ तांबे के ऊपर लोहे के इस्तेमाल से तांबे के आयन नहीं बन रहे जिससे समुद्री जीव जन्तु और पौधे वापस पतवार पर उग आए हैं तो अब रॉयल ब्रिटिश नेवी के पास में एक कठिन चुनाव था क्या वे यह चाहते है कि उनका जहाज बहुत तेज गति से आगे बढ़े और साथ ही तांबे की ज़ंग का नुकसान उठाना पड़े या फिर वो हम्फ्री डेवी के समाधान के साथ जाना चाहते है जहां जहाज का तांबा तो सुरक्षित रहेगा लेकिन साथ ही जहाज कि धीमी गति से संतोष करना पड़ेगा तो क्या यह बात आपको हितों के टकराव की तरह नहीं लगती है यह वही बात है जिसे मैं एक कहानी के रूप मे आपके सामने लाना चाहता था तो इसलिए मैंने बड़ी मेहनत से आपके सामने कहानी के रूप मे यह बात रखी यह आपके लिए हितों के टकराव जैसा ही है जिसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ तांबे कि चादर से बनी जहाज कि पतवार चर के रूप में हैं क्या मैं तांबे के साथ लोहे का उपयोग करूँ यही संघर्ष रॉयल ब्रिटिश नौसेना के दिमाग में चल रहा था कि क्या मैं तांबे के साथ लोहे का उपयोग करूँ या न करूँ क्योंकि अगर मैं लोहे का उपयोग करता हूं तो उससे जहाज पर तांबे कि चादर सुरक्षित रहेगी उसका क्षरण नहीं होगा हाँ लेकिन इससे समुद्री जीवन की वृद्धि होगी जो मेरे जहाज़ों को धीमा कर उसके प्रदर्शन को प्रभावित करेगी और यदि मैं इसका उपयोग नहीं करता हूं तो मेरे जहाज़ों के नीचे समुद्री जीवन की वृद्धि नहीं होगी लेकिन फिर तांबा भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो उन्हें इस संघर्ष को हल करने के बजाय चुनाव करना था यदि आपको यह समस्या दी गई होती तो आप यह कहते कि मुझे तांबे का ज़ंग नहीं चाहिए और मुझे इस जहाज पर समुद्री जीवन भी नहीं चाहिए इस पाठ्क्रम को पढ़ने के बाद आपने निश्चित तौर पर यही कहा होता तो यह वही दृष्टिकोण है जो सौ वर्षों से अनसुलझी थी लेकिन किसी और ने भी इस समस्या को हल करने की कोशिश ज़रूर की होगी जनरल इलेक्ट्रिक से श्रीमान एडिसन ने भी इस समस्या को हल करने की कोशिश की लोगों का ऐसा मानना था कि इस समस्या का बिजली से कुछ लेना देना है और इसलिए उन्होने इस समस्या का बिजली के द्वारा समाधान निकालने की पूरी कोशिश की क्योंकि बहुत सारे जहाज थे जिन्हें इस समस्या के समाधान की जरूरत थी श्री एडिसन भी इस समस्या को हल करने में रुचि रखते थे क्योंकि अगर उन्होने इस समस्या को हल करने का प्रबंधन किया तो इससे उनकी कंपनी को बहुत लाभ हो सकता था लेकिन दुर्भाग्य से न तो सर हम्फ्री डेवी इस समस्या को हल कर सके और न ही श्रीमान एडिसन तो इस तरह यह समस्या सौ का उपयोग ज़रूरी था जो ज़ंग लग जाने का नुकसान उठाएगा और समुद्री जीव जन्तु से भी जहाज की रक्षा करेगा तो हमे ऐसा समाधान चाहिए था जिसमे इन दोनों बातों के लिए वांछित परिणाम हो तो जो वास्तव में हुआ वह आप अभी इस तस्वीर मे देख रहे हैं यह उस समस्या का एक आधुनिक समाधान है तो जैसा कि मैं कह रहा था कि सौ से जहाज को इतना नुकसान नहीं था जितना समुद्री जीवन जन्तु से और आखिरकार इस तरह इस समस्या से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल गया और अब आपको एक आधुनिक जहाज के पतवार के नीचे समुद्री जीवन नहीं मिलेगा और आप यह भी पाएंगे कि जहाज के नीचे पतवार का हिस्सा गलन से सुरक्षित है क्योंकि उस तत्व का उपयोग कर अब हम जहाज के पतवार की रक्षा कर सकते हैं तो इस कहानी का उद्देश्य हैं कि परीक्षण बेहद ज़रूरी है अगर हम इस कहानी मे सर हम्फ्री डेवी के बारे में जानने वापस जाएंगे तो पाएंगे कि उन्होने अपने समाधान का उत्तरी सागर के बर्फीले पानी में परीक्षण किया मेरे विचार में उन्हे बोर्नियो या किसी ट्रोपिकल स्थान पर जाना चाहिए था और वहाँ एक वास्तविक जहाज पर अपने समाधान का परीक्षण करना चाहिए था तो यह सब कुछ एक अवलोकन ही है मैं न तो हम्फ्री डेवी हूं और न ही हम्फ्री डेवी यहाँ हमारी समस्या के समाधान के लिए मौजूद हैं तो अगर हम भी वहाँ उस वक़्त मौजूद होते तो हम भी समस्या को उजागर करते और कप्तान बेल्चर को इसे रिपोर्ट करना ही पड़ता कहानी के अंत में रॉयल ब्रिटिश नेवी ने फैसला किया कि वे सर हम्फ्री डेवी के समाधान के साथ जाएंगे और इस तरह वे तांबे के गलन का नुकसान सौ वर्षों तक सहते रहे जैसे ही जहाज मे लगा तांबा गल जाता वे इसे बदल देते ये बहुत ख़र्चीला पड़ता था फिर भी वे ऐसा करते थे क्योकि तांबे के खर्च से जहाज का प्रदर्शन ज्यादा ज़रूरी था तांबे को बार बार बदलना जहाज के खर्च के रूप में लिया जाने लगा तो इस तरह इस कहानी का अंत हुआ हमे डिजाइन थिंकर के रूप में अपने समाधान को वास्तविक ग्राहक स्थितियों में परीक्षण करने के बारे में सोचने की जरूरत है जहां यह वास्तव में मायने रखता है हमे अपने समाधान का उपयोग करने वाले ग्राहकों के बीच मे जाकर अपने समाधानों का परीक्षण करने की आवश्यकता है वह बहुत सुरक्षित परिदृश्य नहीं होगा जो यह नहीं दर्शाता है कि आपके ग्राहक कौन है और वो क्या चाहते है यही इस लंबी सी कहानी कि मुख्य बात है अब मैं आपका ध्यान तस्वीर मे दिख रहे प्रोफेसर मैट रिडले के द्वारा दिये गए उद्धरण की ओर कराना चाहूंगा उनका कहना था कि मानव समृद्धि विचारों और सेक्स के समायोजन पर निर्भर करती है इंटरनेट पूरी दुनिया में मानव मन को जोड़कर नवाचार में तेजी ला सकता है इसके लिए हमें अपनी टीम के अंदर विविधता को बढ़ावा देकर विभिन्न विषयों के विचारों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है और फिर हम इन सभी विचारों को समायोजित करके एक बहुत समृद्ध विचार प्राप्त कर सकते हैं जिसे फिर हम अपने वास्तविक ग्राहक स्थान पर ले जा सकते है और वहाँ अपने विचारों को वास्तविक ग्राहकों के साथ परीक्षण कर सकते हैं जो संभवतः इसका आगे उपयोग कर सकते हैं तब वहाँ आप ध्यान से सब बातें नोट कर सकते हैं कि यह विचार काम नहीं कर रहा है या फिर यह विचार या आइडिया काम कर रहा है तो यह वे मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको अपने उपयोगकर्ताओं के स्थान पर जाने से पहले तथा जाकर परीक्षण करने के दौरान ध्यान देने कि ज़रूरत है जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं अब मैं उनके सामने एक छोटी सी पहेली रखना चाहता हूं आपको यह अनुमान लगाना है कि यह क्या है यह एक बच्चों की पहेली है जो मेरी कक्षा में जबरदस्त हिट थी आपको यह अनुमान लगाना है कि यह क्या है पहला सुराग जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो यह की मानिए की एक ग्राहक सर्वेक्षण समूह जाकर देखता है की यह तो सफेद है तब आपको यह सुन के क्या विचार आयेगा ठीक है अब हम यह जानते हैं कि एक समाधान के संदर्भ में हम जो कुछ देख रहे हैं वह सफेद रंग का है ठीक है आप में से कुछ ने अनुमान लगाया होगा कि हाँ दूध हो सकता है सफ़ेद चाक हो सकती है दीवारें भी सफ़ेद रंग की हों सकती हैं कुछ ने सोचा होगा सफ़ेद बादलों के बारे मे तो इस तरह यह अनुमान अनंत चीजों के बारे मे हो सकता है मेरा मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं जो सफेद हो सकती हैं इसलिए एक ग्राहक अंतर्दृष्टि के साथ आप नहीं जा सकते हैं इसलिए अब हमे एक और ग्राहक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जब दूसरे ग्राहक से पूछा गया की वो क्या है तो दूसरा ग्राहक अपनी अंतर्दृष्टि से बोला वाह इसमें पहिए भी हैं तो अब ज़रा सोचिए ऐसा सफेद क्या है जिसमे पहिए भी हो मुझे लगता है कि एम्बुलेंस हो सकती है हाँ यह एक अच्छा अनुमान है एम्बुलेंस मुख्यता सफेद होती है और पहियों भी होते हैं यह एक सफेद टैक्सी भी हो सकती है मुझे लगता है कि यह भी एक अच्छा अनुमान है और इस जैसे कई और अधिक विचार भी मुमकिन है तो चलिए तीसरी ग्राहक अंतर्दृष्टि पर चलते हैं जिसमे हमे यह पता चलता है की इसमें बीस से अधिक पहिए हैं तो हमने अपनी पहली अंतर्दृष्टि में बादल और दाँतों के अनुमान से शुरुआत की और फिर हम एम्बुलेंस के अनुमान पर आए परंतु अब ग्राहक खुद कह रहे हैं कि इसमें बीस से अधिक पहिए हैं ऐसा क्या हो सकता है जो सफेद हो और उसमे बीस पहिए हो एक विशाल सफ़ेद रंग का ट्रक हो सकता शायद एक मेट्रो ट्रेन हो जो सफ़ेद रंग की हो हाँ ये भी एक अच्छा अनुमान है तो हमने एक ग्राहक अंतर्दृष्टि के द्वारा अनंत संभावनाओं से शुरुआत की थी और अब हमारे पास तीन से चार संभावनाओं हैं तो अब हम अपनी अंतर्दृष्टि मे एक और बात को जोड़ देते हैं कि यह चीज़ अविश्वसनीय रूप से तेजी से यात्रा कर सकती है तो अब आप मे से कुछ ने अनुमान लगा लिया होगा की हाँ यह सफ़ेद रंग की हाई स्पीड ट्रेन ही हो सकती है क्योकि न सिर्फ ट्रेन बहुत तेजी यात्रा कर सकती है इसमे बीस से अधिक पहिये भी हो सकते है पाँचवीं अंतर्दृष्टि जो मेरे पास आपके लिए है वह यह की ये चीज़ बिजली पर चलती है ओह तो अब हम लगभग निश्चित रूप से कह सकते हैं की यह एक तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि यह ट्रेन कौन से देश की है उसके लिए हमें संभवतः अधिक अंतर्दृष्टि और अधिक परीक्षण करने की जरूरत है जिससे की हम इस बारे मे और इनसाइट्स प्राप्त कर सके छठी अंतर्दृष्टि जो हमे प्राप्त हुई वह यह की इस चीज़ से लोग यात्रा कर सकते है तो यह निश्चित लग रहा है की यह एक यात्री ट्रेन है और माल गाड़ी नहीं है क्योंकि यह लोगों को ले जाती है तो यह तय लग रहा की यह एक हाई स्पीड ट्रेन है हमारी सातवी अंतर्दृष्टि यह बताती है की यह चीज़ जापान में चलती है तो यह एक शिनकानसेन ट्रेन है हाँ अब यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है तो आखिरकार हमने अपनी सातों अंतर्दृष्टि के साथ यह पता लगा ही लिया की यह चीज़ जापान में चलती है यह एक शिंकानसेन ट्रेन है जो की हमारा समाधान है जिसकी हम तलाश कर रहे थे हमने शुरुआत मे बादलों दीवारों दाँतों का अनुमान लगाया यह चीज़ दूध हो सकती है ऐसा भी अनुमान लगाया फिर हमे लगा की यह चीज़ एम्बुलेंस हो सकती है लेकिन वह सभी अनुमान गलत थे हम वास्तव में अंधेरे में अंदाज़ा लगा रहे थे और वास्तविक उत्तर से बहुत दूर थे लेकिन अपनी सातों अंतर्दृष्टि की रोशनी मे आखिरकार हम जान पाये की यह चीज़ जापान मे तेज़ गति से चलने वाली एक शिनकानसेन ट्रेन है हमारी आठवीं अंतर्दृष्टि यह है की यह चीज़ पटरी पर चलती है और जैसा की आप तस्वीर मे देख सकते है यह एक पुरानी शिंकानसेन ट्रेन है जापानी इंजीनियरों द्वारा यह ट्रेन अब और भी पतली और भी बेहतर डिजाइन के साथ विकसित की जा चुकी है यही वह उत्तर है जिसकी हम तलाश कर रहे थे तो यहाँ कहानी का सार यह है की हमे अपनी पहली ही अंतर्दृष्टि से समाधान को निश्चित नहीं कर देना चाहिए किसी भी निश्चित समाधान पर पहुँचने के लिए हमे कई और अधिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है तब कहीं हम ऐसे समाधान पर पहुँच सकते हैं जो संभवतः हमारा उपयोगकर्ता हमसे चाहता हैं इस पूरी प्रक्रिया मे तब बड़ी मदद होती है अगर आपके उपयोगकर्ता पहले से ही जानते हो की वह क्या चाहते है या फिर वे आपकी टीम का हिस्सा हो लेकिन समाधान को खुद से पता लगाने की कोशिश करने का भी अपना मज़ा है और यही एक डिजाइन थिंकर के काम का मुख्य हिस्सा भी है तो हमें अपने विचारों को परखने के लिए किन चीज़ों की जरूरत है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता हमें निश्चित रूप से अपने विचारों का परीक्षण शुरू करने से पहले होगी तो चलिए नंबर एक से शुरू करते हैं जो की है विशेषताओं की सूची तो जैसा की आपने हमारी पहेली मे देखा वैसे ही आपको भी अपने समाधान की सभी विशेषताओं को परिभाषित करना होगा आपको समाधान से भी अधिक समाधान का वर्णन करने पर ध्यान देना होगा कौन सी विशेषताओं का हमारे समाधान में निश्चित रूप होना आवश्यक है इस के लिए हमे हमारी विशेषताओं को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होगी और यही हमारी नंबर एक प्राथमिकता होगी की हम जो भी विशेषताएँ अपने समाधान मे शामिल करने के बारे मे सोचते हैं उन्हें सूचीबद्ध करें अगली चीज़ जो बेहद ज़रूरी है वो है समाधान से जुड़ी हमारी मान्यताओं की सूची जिसमे हमे यह दर्शाना है की हम अपने ग्राहक के बारे में क्या अनुमान लगाते है आपको लगता है कि आपके ग्राहक या उपयोगकर्ता बहुत टेक्स्ट सेवी हैं आपको लगता है कि उनके पास सड़क नेटवर्क को जानने और समझने के साधान उपलब्ध है आपको लगता है कि वे अपना जीवन वर्ष भर बर्फीले मौसम मे गुज़ारते हैं या वे वर्ष भर ट्रोपिकल परिस्थितियों मे रहते हैं ऐसी ही कुछ आपकी धारणाएँ या मान्यताएँ हो सकती हैं जो शायद सही भी हो सकती हैं या गलत भी हो सकती हैं आपको अपनी प्रत्येक धारणा या मान्यता की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या वे सही हैं या गलत हैं समाधान से जुड़ी अपनी मान्यताओं को ही आधार बनाकर आप अपने विचारों का परीक्षण कर सकते हैं इसलिए आपके पास मान्यताओं की सूची होना आवश्यक है तीसरा बेहद ज़रूरी बात यह है कि हम वास्तव में इन परीक्षणों को ऐसे वास्तविक वातावरण में जा कर परीक्षण करे जिसमें हमारा उपयोगकर्ता या ग्राहक हमारे विचार तथा समाधान का उपयोग करेगा ऐसी वास्तविक परिस्थितियाँ जहां हमारे उपयोगकर्ता को हमारी मदद की जरूरत है जहां पर हम अपने विचार को आज़माने जा रहे हैं आप अपना परीक्षण प्रयोगशाला मे भी कर सकते हैं जहां आपको नियंत्रित वातावरण मिलेगा लेकिन उस स्थिति मे आपके समाधान की सफलता तथा उसकी प्रयोज्यता सीमित ही होगी वास्तविक सफलता का प्रमाण तभी मिलेगा जब हम अपने समाधान का परीक्षण वास्तविक वातावरण में वास्तविक परिस्थितियाँ के बीच जा कर करेंगे और तभी हमको अपने विचार से संबंधित कहीं अधिक समृद्ध अंतर्दृष्टि मिलेगी जो कि प्रयोगशाला मे नियंत्रित वातावरण मे परीक्षण करने से कदापि हासिल नहीं होगी तो ये कुछ शर्तें हैं कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको आपको पूरा करना होगा इससे पहले की आप परीक्षण शुरू करे अगली चीज़ जो हमें चाहिए वह है प्रोटोटाइप आप पूछेंगे की प्रोटोटाइप क्या होता हैं तो प्रोटोटाइप वे चीजें हैं जो हम अपने हाथों से बनाते हैं या कागज के एक टुकड़े पर दर्शाते हैं या इसे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स का उपयोग करके बनाते हैं जैसे कि पेन और पेपर का उपयोग करके या कबाड़ के सामान का उपयोग करके बनाते हैं ऐसे ही इस्तेमाल की गई प्लेटों का उपयोग कर बनाया गया एक प्रोटोटाइप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उधारण के तौर पर आजकल की सॉफ्टवेयर की दुनिया में प्रोटोटाइप एक वायरफ्रेम चित्र हो सकता है किसी प्रकार की सेवा का एक प्रतिनिधि रेखा चित्र जिसे उपयोगकर्ता देख सकता है और उसका उपयोग करने जा रहा है यह एक बैंक के लिए है हो सकता है जैसे की हम इसे एक स्कूल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं आपके समाधान के उपयोग से आपके उपयोगकर्ता को क्या सुविधा होगी जब वो आपका दिया हुआ समाधान उपयोग करेंगे तो उनका जीवन कैसा होगा आपके पास प्रोटोटाइप का होना आपको भी लगातार कल्पना करते रहने मे मददगार साबित होगा साथ ही साथ आप प्रोटोटाइप की मदद से अपने उपयोगकर्ता को दिखा पाएंगे कि यह कैसा उनके काम आएगा यदि आप प्रोटोटाइप को चित्र के माध्यम से बड़े पैमाने पर बना सकें जैसे की ज़मीन पर चाक से एक बड़ा सा चित्र तो यह आपके उपयोगकर्ता को आपके विचार को समझने मे और आपके समाधान की कल्पना करने मे बहुत सहयोग करेगा सभी प्रकार की नकली चीजें जो की सस्ती भी होती है आपको प्रोटोटाइप बनाने में काम में आएँगी मैंने लोगों को एल्यूमीनियम फॉयल या अपने किसी पसंदीदा सॉफ्टवेयर का उपयोग भी कर सकते हैं

तो अगला काम जिसे आपको करने की आवश्यकता है वह है फील्ड वर्क इस स्लाइड में आपको फील्ड वर्क के संदर्भ में एक सूची नज़र आएगी इसमें पहला कार्य यह है कि आप अपने विचार का एक त्वरित प्रोटोटाइप बनाएं और अपने ग्राहकों या अपने उपयोगकर्ताओं के साथ इसका परीक्षण करें जैसा की मैं पहले ज़िक्र कर रहा था इसके लिए आप अपने उपयोगकर्ता के सामने स्केचिंग पेपर मॉडल वायरफ्रेम रोल प्ले आदि का सहारा ले सकते हैं अब आपको अपने प्रोटोटाइप को अपने उपयोगकर्ताओं तक ले जाने की आवश्यकता है और यह देखने की ज़रूरत है कि वे इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं आपका उपयोगकर्ताओं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रोटोटाइप से कैसे सहभागिता करता है यह जानना आपके अवलोकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप सिर्फ उन्हें प्रोटोटाइप दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह कैसे दिखता है तो वे शायद आपको नाराज़ नहीं करेंगे वे शायद आपको यही कहेंगे कि आपका काम बहुत अच्छा है लेकिन उनके सिर्फ इतना कह देने से आप अपना उत्पाद बनाने नहीं लग जाएंगे अपना बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए उनका यह कहना मान लेना काफी नहीं है लेकिन अगर आपके उपयोगकर्ता आपके प्रोटोटाइप से सहभागिता करते हैं और फिर आप उनका निरीक्षण करते हैं उनकी सहमति से उनकी प्रतिक्रिया की विडियोग्राफी या फोटोग्राफी करते हैं तो अंततः अपने द्वारा देखी गयी सारी प्रतिक्रियों का विश्लेषण कर आप यह तय कर सकते हैं कि प्रोटोटाइप मे आपको क्या बदलाव करने कि ज़रूरत है आप यह भी जान पाएंगे कि आपके प्रोटोटाइप के साथ क्या कार्य संभव है और क्या नहीं यह शायद प्रोटोटाइपइंग और आपके फील्ड वर्क के लिहाज से सबसे बेहतर रहेगा लेकिन इसमे बहुत सारी योजना बनाने और बहुत सारे प्रयास करने कि आवश्यकता है आपको अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करना होगा जो आपसे परिचित भी हो सकते हैं और शायद अजनबी भी पर अंततः ये बहुत लाभदायक होगा हम आपको यह हमारे डेमो सेक्शन में दिखाएँगे जिसका आप भी बहुत ही उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं इससे आप प्रोटोटाइपइंग स्टेज को और बेहतर समझ पाएंगे कि और लोगों ने इसे कैसे किया है और इस तरह आप शायद वहां से सुझाव ले सकते हैं कि प्रोटोटाइपइंग और फील्ड वर्क कैसे करते हैं यह एक छोटी प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जो कई बार की जाती है तो यदि आप चाहे तो आप भी प्रक्रिया को बार बार दोहरा सकते हैं बार बार आगे और पीछे जा सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं जैसा की हमने अभी चार चरणों विश्लेषण कर सकते हैं और अपने इस प्रोटोटाइप के साथ हितों के टकराव की भी स्थिति को भी जान सकते हैं इस तरह एक नए नज़रिये से आप अपने ग्राहक और उपयोगकर्ता कि परेशानी का वास्तविक कारण जान सकते हैं तो यह एक बहु चरण प्रक्रिया है जिसमे आप समस्या को हल करते हैं और उस हल से अपने प्रोटोटाइप को संशोधित करते हैं आप कई प्रोटोटाइप विकसित कर सकते हैं मैं आपको अपने विभिन्न विचारों को प्रोटोटाइप मे परिवर्तित करने से रोक नहीं रहा हूं लेकिन यह सब करने के लिए आपको बस थोड़ा अधिक प्रयास करने और थोड़ी अधिक योजना बनाने की आवश्यकता होगी इसलिए अगर आप पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक प्रोटोटाइप बनाने से शुरुआत करे फिर इसे कुछ ग्राहकों के साथ आज़माए और अपने दोस्तों के साथ भी आज़माए जो आपसे परिचित हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ भी अपने प्रोटोटाइप को आज़माए जिन्हें आप नहीं जानते हैं तो इस तरह से शुरुआत करें मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और मैंने यह तरीका बहुत ही उपयोगी पाया आप भी उसी तरीके को अपना सकते हैं हमारी अब तक की पूरी बात का सार मैं आपको एक चित्र एक भग्न पाते है परीक्षण के लिए आपको शुभकामनाएँ यह डिजाइन थिंकिंग का आखिरी एवम रोमांचक हिस्सा है लेकिन आपके लिए यह अंतिम हिस्सा नहीं बल्कि एक शानदार शुरुआत हो सकती है आप एक के बाद एक नए रोमांचक उत्पाद या सेवा बना कर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जिसे आपकी मदद की ज़रूरत हो आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ अब आपसे विदा लेते हैं अगली बार आपसे फिर मिलेंगे